सुप्रभात और स्वागत है NPTEL कोर्स प्रभावशाली लेखन में आज हमारा दूसरा व्याख्यान है और इस व्याख्यान में हम जानेंगे कैसे प्रभावशाली लेखन एक कला है कैसे इसे विकसित किया जा सकता है और कैसे इनमें कई प्रकार की बारीकियां शामिल हैं जैसा कि आपको याद होगा पहले व्याख्यान में हमने बात की थी कि प्रभावशाली लेखन क्या है पर दूसरे व्याख्यान में हम थोड़ी रौशनी डालेंगे इस बात पर कि कैसे प्रभावशाली लेखन को न सिर्फ कला के तौर पर विकसित कर सकते हैं परन्तु उसे कौशल की तरह भी सीख सकते मैं आशा करता हूँ दूसरा व्याख्यान विस्तृत रहेगा और हम आपके लिखने की इच्छा को तीव्र कर सकेंगे और लिखना जो कि न सिर्फ अपने लिए हो बल्कि जो आप दूसरों के लिए भी प्रयोग करेंगे आने वाले दिनों में तो कैसे विरोध कर सकते बिना अत्यधिक प्रतिक्रियावादी हुए कभी आपको किसी का प्रस्ताव अस्वीकार करना पड़ सकता है किसी का आवेदन तकनीकी विवरण को अस्वीकार करना होता है और आप गलतियां ढूंढ सकते हैं इसलिए मूल रूप से जो मेरा लक्ष्य है वास्तव में वो यह है कि कैसे अलग अलग विधाओं की लेखनी से अवगत हो और इन सब के लिए आवश्यक हो कि कभी आप समझाएं जवाब दें परिचित कराएं कभी आपको सहमत होना होगा असहमति के लिए कभी असहमति में सहमति देनी होगी तो ये कैसे संभव है यह संभव है जिस तरह आप शब्दों का तार्किक प्रयोग करेंगे यह संभव है जिस तरह आप विवरण करें यह संभव है जिस प्रकार आप समझाएं निर्देश दें और अंततः आप मिलना चाहें अपने लक्ष्य से या आपके अपने खेल से या अपने उद्देश्य से इसीलिए मैं कह रहा कि लिखना एक कला है मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि लेखन सोची समझी क्रिया है इसलिए जब हम लिखते हैं हमें वास्तव में समझना आवश्यक है कि हम किसी उद्देश्य से लिख रहे हैं और हम कैसे सफल हो सकते एक लेखक के तौर पे लेखक के तौर पे शाब्दिक अर्थ पे नही बल्कि एक लेखक जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजोंको लिखता है लेखनी में सफलता मेरे दोस्तों प्रतिबिंबित हो सकता है प्रभावशाली लेखन से अब प्रभावशीलता कैसे प्रभावशाली हों कभी कभी आप पाएंगे कई लोग लिखते अधिक हैं पर उनका अर्थ कम होता और कई लोग लिखते कम पर अर्थ अधिक होता यह कैसे संभव हुआ यह संभव हो पाया क्योंकि ऐसे लोगों ने महारत हासिल कर ली है भाषा की कला में और लेखन की कला में जैसा कि हम सभी को नौकरी की आवश्यकता है सभी वास्तव में गंतव्य की और अग्रसर हैं लक्ष्य की और व्यवसाय की और हैं हमें बढ़ाना और तीव्र करना है अपनी लेखन क्षमताओं को एक बार फिर मुझे स्मरण आ रहा अंग्रेजी निबंधकार फ्रांसिस बेकन के वक्तव्य का उन्होंने बहुत समय पहले कहा था पर इतने सदियों बाद भी हम उनके लेखन को प्रासंगिक पाते हैं जो उन्होंने कहा वह ये है कि लेखन एक कला है जिसे विकसित किया जाता है और उसी निबंध ऑफ़ स्टडीज में उन्होंने कहा है पढ़ना हमें पूर्ण व्यक्ति बनाता सम्भाषण एक तत्पर व्यक्ति और लेखन एक सटीक व्यक्ति मेरे प्रिय दोस्तों बेकन कहते हैं कि लेखन एक सटीक व्यक्ति बना सकता है अब हम कैसे पा सकते उस प्रकार की सटीकता मेरे प्रिय दोस्तों ऐसे सटीकता तभी आती है जब आप वास्तव में स्पष्ट लिखते हैं जब आप वैज्ञानिक रूप से लिखते हैं जब आपकी लेखनी में शुद्धता हो जब आप अवगत हों कि आप किसके लिए लिख रहे हैं इसलिए फ्रांसिस बेकन ने आगे यह भी कहा कि जो लोग लिखते नहीं उनकी स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए अब जो उनका अभिप्राय है वह ये कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपको वास्तव में याद रहता जब आप कुछ लिखते हैं तो वह आपके मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है इसीलिए बहुत सारा लेखन अभ्यास के तौर पर करना होता है अब कभी आप महसूस करेंगे जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अत्यधिक लिखने में जब आप शब्दों का घना जंगल बनाते हैं जब आप लिखते हुए शब्दों को विश्वयुद्ध स्तर पर एक दूसरे से भिड़ाते निसर्गतः लेखन का वास्तविक भाव इसमें खो कर रह जाता मेरे प्रिय दोस्त इसलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए सटीक लेखन लेखन में एक ऐसी शैली का अनुसरण करें जिससे वास्तव में औरों को आपकी बात समझ आए क्या वैसी लेखनी की कोई आवश्यकता है जिसे हमारे पाठक या ग्रहण करने को इच्छुक लोग समझने की स्थिति में न हों बिलकुल नहीं मेरे प्रिय दोस्तों इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको वास्तव में ऐसी शैली में लिखने का प्रयास करना चाहिए और आधुनिक कार्यस्थलों पर जहां लोगों को ढेरों काम सौंपा गया हो जिन्हें समय सीमा का ध्यान रखते हुए करना होता है और उन्होंने वास्तव में ऐसी सीमाएं बाँध रखी हैं कि कितना लिखना है और कब लिखना है और क्यों लिखना है आपको सोचना पड़ सकता कि इतने कम समय में प्रभावशाली तरीके से कैसे लिख सकते मैं चार्ल्स डिकेन्स से भी उदाहरण उद्धृत कर सकता हूँ हम सभी वास्तव में लिखना चाहते जैसे व्यस्त युवा जो प्रगतिशील हैअपने व्यवसाय में कभी आप लिखना चाहते कल्पना करते कोई काल्पनिक विचार बहुत सारे शोधकर्ता क्या करते वो वास्तव में लिखते और इच्छा रखते की अपनी कृति को छपा हुआ देखें यह कठिन है वस्तुतः जब आप अपनी पहली हस्तलिपि को छपा देखते हो अपनी पहला लेख छपा हुआ यह चुनौतीपूर्ण है निश्चित तौर से और आप जानते हैं एक प्रसिद्द लेखक चार्ल्स डिकेन्स विक्टोरियन काल के लेखक जिनको आप उनकी फेमस कृति अ टेल ऑफ़ टू सिटीज़ के लिए संभवतः याद करते हैं तो जब डिकेन्स की पहली हस्तलिपि प्रकाशन के लिए स्वीकृत हो गयी वो अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा मैं चलता गया वेस्टमिनिस्टर स्ट्रीट हॉल और उसके अंदर मुड़ गया मैं चलता गया वेस्टमिनिस्टर स्ट्रीट हॉल पर और अंदर मुड़ गया क्योंकि आधे घंटे तक मेरी आँखें ख़ुशी से इतनी मंद थीं और गौरव से मैं उस मार्ग को सहन नहीं कर पा रहा था मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी असीम ख़ुशी की अनुभूति हो सकती है जब हम वस्तुतः अपना लेख छपा हुआ देखते क्या आपको नहीं प्राप्त हो सकते ऐसेख़ुशी के पल आप भी ऐसे ख़ुशी के पल अनुभव कर सकते जब आपको लेखन केमहत्त्वका अहसास होगा जब आप लिखने की बारीकियों को समझ सकेंगे जब आप नियमतः लिखने काबहुत अभ्यास करेंगे क्योंकि प्रभावशाली लेखन जो की वस्तुतःइस कोर्स का केंद्र बिंदु है हममें विकसित करता है कई प्रकार के कौशल न सिर्फ कौशल लिखने का बल्कि एक प्रभावशाली लेखक खूबसूरत योजनाएं बना सकता वह वास्तव में पढ़ने की आदत विकसित कर सकता है वह अपनी लेखन शैली से समझ सकता है कि वह प्रभावशाली है या नहीं और अगर वह नियमित रूप से लिखता रहता है तो वह बड़े कौशल के साथ संक्षिप्त लेखन कर सकता है वह आलोचनात्मक सोच विकसित कर सकता और सारएवं तार्किक कौशल बढ़ा सकता कोई लेखक अच्छा लेखक तब तक नहीं जब तक उसने एक प्रकार का तर्क न बनाया हो दिखाए कि आपके सोच में अनुक्रम है क्योंकि लिखना सोचना है मेरे प्रिय दोस्तों लेखन आपको स्पष्ट रूप से सोचने देती है जब तक इंसान स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकता तब तक वह स्पष्ट रूप से लिख नहीं सकता क्योंकि अंत में लेखन पहले हमारे दिमाग में आती है उसके बाद कागज पर तो प्रभावशाली लिखन नए विषय को जानने और समझने के लिए बहुत जरुरी है भले ही हर क्षेत्र के अपने विशेषताएं और सीमाएं होंगी उदाहरण के लिए मान लीजिये अगर मैं उत्सुक कविता प्रेमी हूँ तो सहज है कि मैं ढूंढ रहा हूँ बिम्ब रूपक अतिश्योक्ति मेरा तात्पर्य है ऐसी बहुत चीज़ें मैं वास्तव में कल्पना कर रहा हो सकता चित्र मनमोहक दृश्यों के खूबसूरत नदियों और झीलों के पर अगर कोई है जो भौतिक या रसायन विज्ञान या धातुकर्म या किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं कई सारे चीज़ें और जब वह लिखते हैं तब उनके लेखन में प्रयोग चार्ट प्रतिक्रिया और बहुत सारे चीज़ें शामिल होंगी और फिर भी उन्हें वास्तव में एक प्रकार के तर्क कि आवश्यकता है जिसे वास्तव में एक प्रकार के उचित क्रम कि आवश्यकता है और ये अनुक्रमण तभी हो सकता है जब आप प्रभावशाली लेखन की कला सीख लें जिसका उपयोग विद्धवता के परिणाम के प्रदर्शन के लिए किया जाता है जब एक लिखक लिखता है जब आप लिखते हैं वास्तव में आप दिखाते हैं कि आपने अपने विद्धवता के परिणाम को कैसे समझा चाहे आप निबंध लिख रहे हैं या रिपोर्ट या छोटी रिपोर्ट या प्रस्ताव लिख रहे हैं या कई नौजवान जब परीक्षा देते वक्त प्रशनों का उत्तर देते हैं मगर आज के दुनिया में अच्छे लिखक कि जरुरत इसलिए है क्यूंकि अच्छे लेखक एक संगठन की क्षमता बढ़ा सकते हैं और वह औपचारिक रूप से लिख सकते हैं औपचारिक रूप से लिखना आज की जरुरत है ताकि आपकी लेखन बिके और वास्तव में संगठन में यही मायने रखता है जहाँ बिक्री सबसे जरुरी है वहां वास्तव में खोज उन लेखकों की है जो ऐसे विज्ञापन ऐसे खत ऐसे प्रस्ताव लिख सकें जो बिके आजकल यहाँ तक कि विज्ञानऔर प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में भी आप पाएंगे कि जब तक आपके प्रस्ताव में उचित अनुक्रम नहीं उचित नयापन नहीं उचित खोज नहीं उचित क्रियाविधि और सही अंत पर पहुँचने के प्रमाण नहीं तब तक वह प्रभावशाली नहीं मेरे प्रिय दोस्तों तो प्रभावशाली लेखन आपकी बुद्धि शिक्षा और चतुराई का उपयोग करता है कार्यालय लेखन में कई चीज़ें शामिल होती हैं क्योंकि कार्यलय में आपको कई अवसरों के लिए लिखना होता है और केवल आपकी प्रभावशाली लेखन ही आपका व्यवसाय बना या बिगाड़ सकती है बेशक आपको आपकी वैज्ञानिक या तकनीकी या क्षेत्र के ज्ञान के बल पर जांचा जाता है पर आजकल कार्यालयों में भी आपका लिखने का ढंग मायने रखता है एक व्यक्ति जो आज ऊँची पद पर है यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि वह सिर्फ अपने क्षेत्र की ज्ञान से वहां नहीं है बल्कि अपने बोलने और लिखने की क्षमता के कारण भी है क्योंकि लेखन व्यक्ति की योजना दिखता है और लेखन व्यक्ति की सोच दिखता है लेखन में स्पष्टता संक्षिप्तता आत्मीयता शामिल है एक लेखक वास्तव में यह सुनिश्चित करता है कि उसका लेखन संगठन और दर्शकों के आवश्यकताओं को पूरा करेगा अब वास्तव में प्रभावशाली लेखन के क्या फ़ायदे हैं मान लीजिये कोई शिक्षक है अगर मै एक शिक्षक हूँ और मुझे प्रभावशाली रूप से लिखना नहीं आता है सहज रूप से मै प्रभावशाली रूप से सिखा नहीं पाउँगा क्योंकि मेरे लिखने की क्षमता मेरे सोचने की क्षमता पे निर्भर करता है और मुझे अक्सर किसी विद्यार्थी को पढना पड़ता है मुझे किसी कक्षा को पढ़ाना पड़ता है जिसका रुझान अलग है अक्सर मुझे किसी कक्षा को पढ़ाना पड़ता है जिसका फ़िर रुझान भिन्न है और उसके लिए जब मैं अपना भाषण तैयार करता हूँ मै अपने दर्शकों को मन में रखता हूँ मै अपने दर्शकों को ध्यान में रखता हूँ और उसके अनुसार अपने नोट्स बनाता हूँ तो आप सब जिस भी व्यवसाय में हैं आप पाएंगे कि आपकी लिखने की क्षमता आपके सोचने की क्षमता पर निर्भर है आपको लोगों को यकीन दिलाना होगा कि आपने सही से समझा है आप वास्तव में कठिनाई झेलते हैं अलग अलग अवसरों पर प्रभावशाली रूप से बातचीत करने में और फिर एक अच्छे लेखक के पास हमेशा रचनात्मक लेखन की क्षमता होती है वह किसी भी चीज़ को ऐसे रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है कि सभी लोगों को लगता है कि उसे सुनना उसकी किताबें पढ़ना या उसके कार्य देखने जैसा है कार्य के अनुसार लिखना आज कल सभी ने दफ्तर मे देखा है आपको हर समय एक प्रकार नहीं लिखना होता अक्सर आपको अलग अलग तरीकों से लिखना होता है क्योंकि कुछ दस्तावेज़ ऐसे हैं और ऊपर से आपको सोचना भी होता है आपको ध्यान देना होता है कि आप क्या लिख रहे हैं क्या उद्देश्य है आपके लेखन का अगर आप वैज्ञानिक रूप से लिख रहे हैं अगर आप एक दस्तावेज़ दिखा रहे हैं जिसे वैज्ञानिक रूप रूप से तैयार किया गया है आप बहुत प्रशंसा के हक़दार हैं मेरे प्रिय दोस्त और उस सब के लिए भाषा का सही उपयोग बहुत जरुरी है इसलिए मैं बार बार कहता आ रहा हूँ की अगर लोग सिर्फ दो सूची की लेख लिखेंगे उनकी याददाश्त अच्छी नही हो सकती तो अगर आप ज्यादातर समय लिख रहे होते हैं अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी मेरे प्रिय दोस्तों अब क्या प्रभावशाली लेखन में कोई तकनीकी गुण शामिल हैं क्योंकि कई बार मैंने इसे प्रभावशाली कहा है क्या एक कविता प्रभावशाली नहीं क्या निबंध प्रभावशाली नहीं क्या एक रिपोर्ट प्रभावशाली नहीं मगर वास्तव में तकनीकी क्या है प्रभावशाली लेखन हमारी तार्किक सोच दिखता है जैसा कि मैन पहले कहा था आपकी लेखन आपकी स्पष्ट सोच का परिणाम है जब तक आप स्पष्ट रूप से सोचते नहीं आप प्रभावशाली रूप से नहीं लिख पाएंगे इसके अलावा प्रभावशाली लेखन की एक तकनीकीता ये है की इसे कम शब्दबहुल होना होता है इसमें अनावश्यक शब्द समूह नहीं होने चाहिए आपको पता है कि अगर आपके लेखन में बहुत सारे अनावश्यक शब्द होंगे तो लोग अक्सर भ्रमित हो जाएंगे कोई भी ऐसा सन्देश या लेखन नही पढ़ना चाहता जो बहुत समय लेता है जब तक लेखन दर्शक को ध्यान में नहीं रखता है जैसा कि मैने पहले भी कहा है आपको उनके बारे में सोचना होगा जिनके लिए आप लिख रहे हो क्योंकि सब की पृष्ठभूमि अलग होगी जब दो लोग एक ही दफ्तर में काम करते हैं जब दो दोस्त एक ही संस्थान में काम करते हैं तब भी शायद उनकी पृष्ठभूमि सामान नहीं हो ये वास्तव में पृष्ठभूमि उम्रअनुभव और जानकारी सभी शामिल होते हैं आपकी लेखन और आपकी संचार को प्रभावशाली बनाने में और प्रभावशाली लेखन स्पष्टता और स्थिरता सुनिश्चित करता है मेरा मतलब स्थिर सोच आप कोई किताब पढ़ते हैं और आप वास्तव में उसे समाप्त करना चाहते हैं उस किताब में आपको पकड़ के रखने की क्षमता क्यों है वह ध्यानपूर्वक इस प्रकार लिखा गया है कि आपको तल्लीन रखे जैसे ही आप किताब के अंत तक पहुँचते हो आप सोचते हो अरे ये तो पढ़ने लायक थी और इसे खरीद के पैसे वसूल हुए तो प्रभावशाली लेखन पाठक को मुग्ध तरीके से पढ़ने का मौका देता है और कभी कभी आपने पाया होगा कि किताब पढ़ते समय आपको कुछ बहुत कठिन शब्द मिलते हैं कुछ बहुत फैले हुए लम्बे वाक्य जो वास्तव में आपके सोच को रोक देते हैं और आप उस किताब को रख देते हैं और पढ़ना बंद कर देते हैं तो क्या कारण था लेखक प्रभावशाली रूप से नहीं लिख पाया तो प्रभावशाली लेखन सुनिश्चित करने के लिए ये ध्यान रखना होता है कि वह पाठकों की सोचने के प्रक्रिया या पाठकों के पढ़ने में बाधा न डाले जैसा कि मै कहते आ रहा हूँ प्रभावशाली लेखन में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है है कि नहीं तो कभी जब आप अपने दर्शकों की पृष्ठभूमि के बारे में नही सोचते तो आप वास्तव में बड़े बेशरम तरीके से लिखते हैं मतलब कि आप अपने पाठकों की परवाह नही कर रहे और भाषा का ऐसा बेशरम उपयोग लिखित संचार की प्रभावशीलता घटा सकता है क्योंकि सब कोई थिसारस या शब्दकोश के साथ नहीं बैठते कि जब कोई साहित्य पढ़ रहा है या वैज्ञानिक लेखन वह हर बार शब्दकोश खोले तो वो क्या करेगा कि किताब फेक देगा किताब बंद कर देगा तो अगर शब्दों का उपयोग सही रूप में नहीं किया जाता है मेरे प्रिय दोस्त तो उसकाअर्थ स्पष्ट नहीं हो पाटा है है आप एक लेखक के रूप में नही चाहते न कि अर्थ अस्पष्ट हो बिल्कुल नहीं तो हम टर्क और कर्कमान के किताब से एक उदाहरण ले सकते हैं जब वह कहते हैं लेखन के मामले में हम मे से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ शब्द लिखने से या कुछ शब्दों को जोड़ने से एक अर्थपूर्ण वाक्य बन सकता है ऐसा नही है आप इसे देखिये बिक्री के लिए टाइपराइटर सचिव द्वारा सफ़ेद गाड़ी के साथ अब ये सभी शब्द हैं और इन शब्दों का अपना अर्थ है मेरे प्रिय दोस्तों आप जानते हैं हर शब्द का अर्थ होता है मगर फिर इस वाक्य में दिक्कत ये है कि यह सही अनुक्रम में नहीं है और इसलिए इसका अर्थ स्पष्ट नहीं शब्दों की अलग विविधता होती हैं कई किस्म के अर्थ होते हैं उनके अर्थ गुणबोध और सूचक दोनों हो सकते हैं मेरे प्रिय दोस्तों तो जब आप किसी विशिष्ट शब्द का उपयोग करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि वह आपके पढ़ने वालों के दिमाग पे क्या असर करेगा तो आपको देखना होगा कि वह आपके पाठकों पर कैसा प्रभाव छोड़ता है क्योंकि शब्द अस्पष्ट है मगर आपको होशियार होना होगा उनका अर्थ निकालने के लिए केवल अपने पाठकों के लिए नहीं बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए कि एक संचारक के रूप में आपने अपना अर्थ उचित रूप से प्रस्तुत किया और अगर मैं किसी वाक्य को देखूं जिसकी सही संरचना नहीं हो मेरा मतलब कि केवल शब्द नहीं बल्कि शब्दों की रचना शब्दों की संरचना शब्दों का अभिन्यास जो अर्थ आप शब्दों को देना चाहते हैं वास्तव में ये सभी आपके लेखन को प्रभावशाली बनाते हैं तो जब आप बिना पढ़ने वालों की फ़िक्र किये लिखते हैं आपका लेखन प्रभावशाली नहीं होगी मेरे प्रिय दोस्तों तो क्या किया जा सकता है हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए या प्रभावशाली रूप से लिखने के लिए पहले जब आप जानते हैं कि आप किसके लिए लिख रहे हैं आपको ये समझना होगा कि हमेशा बेहतर होता है सरल भाषा का उपयोग करना अक्सर कई लोग सोचते हैं कि अगर वह बड़े शब्द लिखेंगे बड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो लोग प्रभावित हो जाएंगे नहीं मेरे प्रिय दोस्तों जब मेरा सन्देश नहीं पहुंचता है इसलिए क्योंकि मैंने उसे कपटपूर्ण बातों में उलझा दिया होता है शायद मै उस शब्द को बिगाड़ रहा होता हूँ और लोग ज्यादार ऐसी भाषा चाहते हैं जो समझने में आसान हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप ऐसी भाषा का उपयोग करें जो समझने में सरल हो और ये कैसे हो सकता है अपने आप को पाठकों की जगह पर रखो और सोचो क्या एक साधारण पाठक के रूप में आप इसे समझ सकते हैं तो अगर आपने ये कर लिया गई तो शायद आप सफल हुए और फिर आता है शब्दों को चुनना जैसा कि मैने कहा शब्दों के कई किस्म के अर्थ होते हैं एक ही शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं तो आपको फैसला करना होगा कि कौन सा शब्द किस परिस्थिति में उचित होगा क्योंकि जब तक शब्द का प्रयोग सही संदर्भ में नहीं होगा उसका अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता और लिखने का उद्देश्य असफल है तो हम एक पूरा भाषण होगा बताते हुए कि कैसे हम किसी दस्तावेज़ में सही शब्द का उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं और फिर वास्तव में एक और फिर एक सुझाव कि हमें शब्दों का उपयोग जरूरत के अनुसार करना चाहिए आपको अक्सर ऐसे अनुच्छेद मिलेंगे जो बहुत लम्बे हैं और जब आप ऐसा अनुच्छेद लिखते हैं तब क्या आपको नहीं लगता कि पढ़ने वालों को कठिनाई होगी उसे पढ़ते समय उन्हें आखों पे दबाव से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी वास्तव में हमें शब्दों का उचित प्रयोग करना होता है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शब्दों की जितनी जरुरत हो उतना ही प्रयोग करें लेकिन सटीक होने के लिए आप अर्थ का त्याग मत करिए जैसा कि बेकन कहते हैं आपको सटीक होना होता है तो जब वह कहते हैं सटीक वास्तव में उनका अर्थ है कि सरल भाषा का उपयोग करिए जो सब कोई समझ पाए और किसी स्थिति में आपको ये विचार भी करना होगा कि आप अपने आप को बाधाओं से कैसे बचाएंगे क्या है ये बढ़ाएं ये आने वाले खतरे हैं और ये बढ़ाएं वास्तव में पड़ने में कठिनाई के रूप में आते हैं कठिन और गर्वित शब्द जैसे मै अभी भाषण दे रहा हूँ और मै कहता हूँ कि मै अध्यापक हूँ मगर मान लीजिये मैं शिक्षाविशारद जैसा कोई शब्द प्रयोग करता हूँ तो क्या होगा भले ही आप में से कई लोग समझ जाएंगे लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षाविशारद का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो अगर मै लिखता हूँ शिक्षाविशारद के रूप में मेरा कर्तव्य है अपने शानदार भाषणों में अर्थ डालना तो क्या आप कभी समझ पाएंगे मेरे प्रिय दोस्त आप में से कई लोग नहीं तो वास्तव में हमारी ये जरुरत है कि हम अति न करें जो वास्तव में लगता बहुत ज्यादा है मगर फिर उसका अर्थ बहुत कम होता है और घुमावदार मुहावरों का इस्तेमाल करने से बचें आप जानते हैं घुमावदार अभिव्यक्ति का साहित्य में काफी प्रयोग होता है इन मुहावरों का अधिकता से उपयोग करें मगर यह मुमकिन नहीं कि जब आप संस्था में कुछ विशिष्ट उद्देश्य से लिख रहे हैं आपको वास्तव में तर्कसंगत होना होता है आपको वैज्ञानिक होना होता है मेरे प्रिय दोस्तों और लम्बे और अस्पष्ट वाक्यों से बच कर रहना है